सुप्रभात हम लेक्चर 19 प्रारंभ करते हैं आज के लेक्चर में हम ट्रांस मल्टीप्लेक्स के विचार का परिचय देंगे और मैक्सिमली डेसिमटेड फिल्टर बैंक के विषय पर भी चर्चा करेंगे अतः इसके पूर्व हम पिछले लेक्चर में पढ़े गए विचार पर जल्दी से पुनरावलोकन कर ले ताकि हम मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के उपकरणों पर चर्चा कर सकें यह डीएफटी फिल्टर बैंक का सम्मानीय ढाँचा है अतः एक उपयोगी संदर्भ बिंदु के रूप में इसे अपने मस्तिष्क में रखें प्रमुख कंपोनेंट वह तत्व है जो हम पॉलिफेज डीकम्पोजीशन द्वारा प्राप्त कर चुके हैं और जान चुके हैं कि इनवर्स डीएफटी वह है जो यहां दर्शाई गई है अतः हम इसे डीएफटी DFT का ढाँचा कहेंगे हम इस विचार विशेष पर कई बार चर्चा कर चुके हैं किंतु यहां पर हम विशेष रूप से स्पेक्ट्रल एनालिसिस संदर्भ में इसकी विवेचना करेंगे इसलिए हम कह चुके हैं कि जब हम पॉलिफेज कंपोनेंट्स को एक 1 के बराबर मान चुके हैं तो हमें एक फिल्टर बैंक प्राप्त होता है जहां रेखांकित फिल्टर एक आयताकार खिड़की है हमें लगता है कि यह डीएफटी DFT को लेकर हम जो कुछ कर रहे हैं उससे कहीं अधिक है मूलतः हमारे पास फिल्टर्स के बैंक है जो हमें वह तथ्य प्रदान करते हैं जिनकी व्याख्या इनपुट सिगनल स्पेक्ट्रल एनालिसिस के रूप में की जा सकती है तो अब तक हमने जो जाना वह डीएसपी DSP की आधार संरचना है आपने एक धारा ली जिस का प्रारूप x n x n1 आप एक खंड M लेते हैं हम और आप इसकी डीएफटी DFT की गणना करते हैं यह खंड एडवांस्डऑपरेटर की एक श्रंखला द्वारा निर्मित है जिसमें इनपुट सिगनलगुजारेंगे और इस प्रकार हम x n x n1 x n M −1 प्राप्त करेंगे यह आपका प्रथम खंड होगा आपने इसकी DFT ली जबकि वास्तव में आपको इसे डीएफटी गुणांक पर लेबल करना चाहिए लेकिन यह अलग श्रंखला है हम इसे X 0 X 1 कह सकते हैं आप इससे डीएफटी गुणांक मान सकते हैं पर वास्तव में यह इनपुट वेक्टर से तत्व संबंधी आउटपुट वेक्टर तक का निरूपण है अब मैं एक तथ्य जो इस में जोड़ना चाहता हूं वह है N के कारक द्वारा डाउनसेंपलिंग यह N M के समान नहीं है उससे भिन्न है मूलतः यह M∗M DFT मेट्रिक्स है मैं N पॉइंट डीएफटी लेता हूं लेकिन मैं उनसे N के कारक द्वारा डाउनसेंपलिंग से आपको परिचित करवाना चाहता हूं जिसे मैंने जानबूझकर चुना है अतः मेरा पहला वेक्टर x n x n1 x n M −1 है यदि मैं आपसे पूछूं की उपेक्षा किए बिना अगला टाइम इंस्टेंट क्या होगा वह वेक्टर जिसका परिचय अभी आप को दिया गया क्या है आप लिख सकते हैं मुझे लेखन का रंग परिवर्तन करने दीजिए ताकि अगले टाइम इंस्टेंट जिस का आप DFT लेंगे उसमें विभेद हो सके यदि आप इस संरचना में कुछ भी ना करें तो यह x n1 x n2 होगी क्योंकि सभी सैंपल्स एक यूनिट आगे बढ़ जाएंगे यह अंतिम सैंपल x n M है और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें बहुत साफ होती जाएंगी जब हम इस व्याख्या को वास्तव में करेंगे तो आगामी होगा x n2 x n3x n M 1 कृपया ध्यान दें यदि मैं N 1 सेट करो जो 1 के कारक द्वारा डाउनसेंपलिंग किया गया होगा तो इसका मतलब यह है यह कुछ नहीं कर रहा बल्कि सभी सैंपल्स को जाने की अनुमति दे रहा है इसलिए यदि मैंने N 1 सेट किया है तो मेरा अगला वेक्टर यह होगा इसलिए यह N 1 से मेल खाता है यदि यह मेरा पहला वेक्टर है अब अगर मैं N 2 सेट करता हूं तो मूल रूप से डाउन सैम्पलर को बाईं ओर ले जाएं इसका आशय है x n प्रथम सैंपल होगा फिर x n1 हट जाएगा और x n2 अगला होगा तो मूलत यह N 2 हो जाएगा वह स्थिति जब किसी वेक्टर को छोड़ दिया जाए तो यह काफी रोचक स्थिति होगी और उस स्थिति को देखना मैं पसंद करूँगा जहां N M हो मैं N M लेता हूं तो यह नॉन ओवरलैपिंग DFT होगी यदि आपको नॉन ओवरलैपिंग याद हो तो अगली x n M x n M 1x n2 M −1 होगी जो संरचना हमने विकसित की है वह पूर्णत लचीली है आप ओवरलैप कि कोई भी श्रेणी स्तर चुन सकते हैं किसी भी सैंपल को शिफ्ट करते हुए उसके स्थान पर अगला कोई भी सैंपल चुन सकते हैं अर्थात M सैंपल्स को छोड़ा जा सकता है मैं इसको आपके विचार करने के लिए छोड़ता हूं कि यह संरचना वास्तव में एक शक्तिशाली संरचना है जिसे हम विभिन्न डीएफटी कंप्यूटेशन का मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए काफी विस्तार से प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह बड़ी लचीली संरचना है अतः हमें सभी प्रकार के ओवरलैप प्रदान करती है यदि आप निरंतरता क्रम में 50 ओवरलैप करना चाहते हैं इसका मतलब हुआ कि आप N M2 M2 चयन करेंगे आप इस चयन में भी विभेद करते हुए चुन सकते हैं यह शोर्ट टाइम फॉरिएर ट्रांसफॉर्म है प्रश्न यह है क्या यह संरचना उपयोग में लाई जा सकती है अब दो चीजें हैं पहले मुझे एक खाली शीट पर कुछ लिखने दीजिए शोर्ट टाइम फॉरिएर ट्रांसफॉर्म के लिए एक तो आपको अपने सेगमेंट की लंबाई तय करनी होगी अर्थात समअंको की लंबाई यह पहली चीज है जो आपको निर्धारित करनी है दूसरी होगी खिड़की का प्रकार वे समंको को खिड़की करने को प्राथमिकता देते हैं इससे पहले कि आप शोर्ट टाइम फॉरिएर ट्रांसफॉर्म को तैयार करें आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको समंक शीट का आकार निर्धारित करना होगा इसका मतलब है M आयाम स्थिर रहेगा और फिर आपको विंडोइंग कार्य को लागू करना होगा फिर आप FFT लेंगे इन मल्टीप्लायर के द्वारा जिन्हें मान लो हम w0 से w M−1 कह सकते हैं कि द्वारा आप विंडोइंग गुणांक प्राप्त करेंगे तो आप शोर्ट टाइम फॉरिएर ट्रांसफॉर्म प्राप्त करेंगे दूसरा संकल्प जिसका उल्लेख हमने मल्टीरेट विचारधारा में किया था वह इंटरपोलेटेड एफ आई आर की धारणा है इंटरपोलेटेड एफ आई आर हमें एक अवलोकन द्वारा ज्ञात होगी यदि मेरे पास कोई कैस्केडएड क्रियान्वित हो मैं इसके लिए एक उदाहरण का उपयोग करूँगा बल्कि उसका दोहराव करूँगा क्योंकि आप उससे पूर्व परिचित है दो समान फिल्टर्स को हम इस प्रकार लिख सकते हैं H 0 H 1 मूलतः सभी डाउन सैंपलर्स दाई और गतिशील करेऔर हम नोबल आइडेंटिटीइस लागू करते है तो हम H 2 प्राप्त करते हैं हम इस बात पर ध्यान देंगे कि क्या होगा जब हमारे पास H हो मूलतः यदि आपने H 2 लिया है तो मुझे इसे लेबल करने दीजिए यदि यह H e jω∨¿ है तो अब H e jω8 होगा मैंने संपूर्ण को प्रकट नहीं किया है मूलतः यह π16 पर रुकता है अतः π16 तक यह जो होगा वह दर्शाया गया है हम क्या प्राप्त करेंगे जब हम zL करेंगे जिसमें L कोई इंटिजर और आप पाएंगे कि स्पेक्ट्रम कंप्रेस हो जाता है और यह आपके लिए लाभदायक होगा क्योंकि यह ट्रांजैक्शन बैंड को भी कंप्रेस कर देगा तथा कोई भी प्रैक्टिकल फिल्टर सीमित ट्रांजैक्शन बैंड होगा और इस प्रकार आप उपरोक्त तथ्य का लाभ प्राप्त कर सकेंगे किंतु यह अवांछित आकृतियों को उत्पन्न करेगा हम आकृति की आने की समस्या से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं और अतः मूल विचार यह है कि आप इंटरपोलेशन का लाभ प्राप्त करके शार्प ट्रांसिशन्स प्राप्त करेंगे और फिर एक अतिरिक्त फिल्टर का प्रयोग भी करेंगे तो हमने वह उदाहरण देखा जहां आप एक फिल्टर H G उसके बाद एक इंटरपोलेटर डिज़ाइन कर सकते हैं इस प्रकार की डिज़ाइन को इंटरपोलेटेड fir फिल्टर कहते हैं हो सकता है मुझे इसे G लिखना चाहिए इंटरपोलेटेड fir शब्द इस तथ्य से प्राप्त होता है कि यदि G एक FIR फिल्टर है तो यदि मैं G करता हूं तो Zl प्राप्त होगा जो मैं इस इंटरपोलेशन को इंपल्स रिस्पांस द्वारा कर रहा हूं वास्तव में fir फिल्टर में निहित गुणों के कारण प्राप्त होता है zL मुझे इंटरपोलेटेड शब्द प्रदान करता है तो हमने इंटरपोलेटेड FIR शब्द किस प्रकार प्राप्त किया लेकिन इंटरपोलेटेड fir अपने आप में फिल्टर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता अवांछित आकृतियों से छुटकारा पाने के लिए आपको एक अतिरिक्त फिल्टर की आवश्यकता होगी तो हो सकता है यह अवांछित आकृतियों को हटाने में सुदृढ़ हो यह जानने के लिए आप इस त्वरित उदाहरण को कीजिए इंटरपोलेटेड fir तकनीक के संदर्भ में हम इस उदाहरण को देखना चाहेंगे जिसमें हम 50 के कारक से अप सेंपलिंग करेंगे और उसके बाद एक फ़िल्टर H द्वारा अवांछित आकृतियों से छुटकारा प्रदान करेंगे मैं यह जानना चाहता हूं की H आदर्श रूप में क्या है एक ब्रिक वॉल फिल्टर को π 50 से π 50 बनाया गया है आप जानते हैं कि इसकी चौड़ाई पर्याप्त होगी लेकिन किसी भी स्केलपर निर्मित करने पर आप पाएंगे कि π 50 बहुत संकीर्ण फिल्टर होगा अब यदि एक आइडियल फिल्टर डिज़ाइन नहीं कर सकता तो मुझे व्यवहारिक फिल्टर पर जाना होगा और तब मैं कहूँगा कि हां यह ठीक है लेकिन वास्तव मैं जो मुझे डिज़ाइन करना होगा उसमें फायनेट ट्रांजीशन है उसका कट ऑफ π 50 है लेकिन इसमें फायनेट ट्रांजीशन बैंड है इसलिए वह उस स्थान पर होंगे जहां पास बैंड समाप्त होता है चलिए हम कहते हैं कि हमने 78 π15 विनिर्देशन लिया कृपया इसे किसी फिल्टर आर्डर एस्टिमेशन फॉमूले के माध्यम से चलाएं मुझे विश्वास है कि आप पास बैंड और स्टॉप बैंड के लिए समुचित रिपल्स का अनुमान कर चुके हैं आप पाएंगे कि यह आपको बहुत उच्च ऑर्डर फिल्टर प्रदान करेगा ट्रांजीशन बैंड बहुत तीव्र होगा इसके लिए आपके पास काफी संख्या में मल्टीप्लेयर होने चाहिए दूसरी ओर यदि मैं इसे डिज़ाइन करूँ या डिज़ाइन को लागू करूँ तो मैं कहूँगा H क्योंकि मैं z25 टाइम्स I का लाभ लेना चाहूँगा यदि मैं इसे उपरोक्त प्रारूप में डिज़ाइन करूँगा तो वास्तविक क्रियान्वयन गतिशील इन्टरपोलेशन के समान होगा तथा उचित रूप से अप सैंपलिंग किया गया होगा मैं 50 को 2 के द्वारा अप सैंपलिंग और 25 के द्वारा अप सैंपलिंग करूँगा मैं 50 को 2 के द्वारा अप सैंपलिंग और 25 के द्वारा अप सैंपलिंग करूँगा तो नोबल आइडेंटिटी को लागू करते हुए यह G हो जाता है और उसके बाद 25 के फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग किया जाता है और उसके बाद I तो हम इसे क्रियान्वित कर चुके हैं अब प्रश्न उठता है कि इसको इस रूप में डिज़ाइन करने का कोई लाभ है क्या इसमें क्या कम मल्टीप्लायर शामिल होंगे यदि ऐसा है तो यह संपूर्ण प्रणाली किस प्रकार कार्य करेगी अब इसके हिस्सों को देखते हैं पहला हिस्सा जो 2 के फैक्टर से अप सैंपलिंग होना चाहिए इसलिए यदि मुझे इस विशेष सिग्नल को देखना था तो यह 2 के फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग हो ताकि वास्तव में G का कट ऑफ π 2 हो और यह भी दिमाग में रखना होगा कि हम उसी पास बैंड संबंधों का अनुगमन कर रहे हैं इसलिए यह 78π2 होगा और बेशक यदि आप इसे पुन्हा बनाएँगे तो आप यह व्यवहार देखेंगे अब यह 32 और 2π है और संबंधित आकृति आपको दूसरी तरफ दिखनी चाहिए इस कारण के लिए हम थोड़ा सा अतिरिक्त समय बिताने जा रहे हैं ताकि यह पुष्टि कर ले कि इंटरपोलेटेड एफ आई आर के लाभ वास्तव में देखे जा सकते हैं इस परिदृश्य के संदर्भ में हम सब इसकी आगामी संभावनाओं को देखेंगे और यह भी कि इसके सिग्नल में कोई विकृति ना आए इस प्रकार यह सिग्नल इस रेंज में उपयुक्त है चलिए हम यह मान लेते हैं कि यह एक रेंज है जिससे सिग्नल विकृत नहीं होंगे अतः जब मैं 2 के फैक्टर द्वारा अप सैंपलिंग करता हूं और इसे G फिल्टर से गुजरता हूं तो मैं आकृतियों को हटाना चाहता हूं जब मैं 2 के फैक्टर द्वारा अप सेंपलिंग करूँगा तो सिग्नल दूसरी आकृति उत्पन्न कर देगा यह आकृति किस प्रकार नष्ट की गई क्योंकि नीले फिल्टर ने इसे हटा दिया नीली रेखा वास्तव में इस हिस्से को नष्ट कर देती है इनपुट सिगनल लाल स्पेक्ट्रम है जो 2 के फैक्टर द्वारा अप सैंपल है आपके पास π पर एक आकृति होगी π2 और 78π2 के साथ एक लौ पास फ़िल्टर लागू करें किंतु यह पर्याप्त तीव्र फिल्टर नहीं है और आकृतियों को नष्ट कर देगा अब अप सैंपलिंग की अगली अवस्था यह मेरे G के लिए क्या कर सकती है G π 50 और पास बैंड स्वता ही 78 50 होगा बिना कुछ किए ही मुझे वंचित जवाब प्राप्त हो गया और प्रमुख बिंदु है I को कुछ निश्चित आकृतियों को समाप्त करना होगा हमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कहासे आकृतियां आ रही हैं तो मुझे एक और रेखा चित्र बनाने दीजिए और आइए हम इस चर्चा को समाप्त करें 50 के फैक्टर द्वारा अप सेंपलिंग करने के बाद प्रथम आकृति पर आकर कट ऑफ π50 है दूसरी आकृति कहां है 3π2 अगला फ्रीक्वेंसी एज है जो 50 से भाज्य है अतः 3π50 आगामी एज है मुझे यहां यह प्रकट करने दीजिए 3π50 25 के फैक्टर द्वाराअपसेंपलिंग है जो की आकृति निर्मित करने जा रही है और यह अनेकों आकृतियां उत्पन्न करने जा रही हैं और हम बस इन सभी को छोड़ना चाहते हैं और फिर अंतिम आकृति तक जाना चाहते हैं अतः इसको रखना है इसे बरकरार रखना है बीच में आने वाली हर चीज को नष्ट करना होगा अतः I एक फिल्टर के रूप में पास बैंड में आपकी किसी आकृति को विकृत नहीं करेगा और स्टॉप बैंड से परे हर चीज से छुटकारा दिलाएगा अतः यह एक लो पास फिल्टर होगा जो अवांछित आकृतियों को समाप्त करेगा I का पास बैंड एज 78π15 है स्टॉप बैंड का एज 3 π50 है और पुन्हा यहां एक बहुत चौड़ा ट्रांजीशन बैंड है और मूल फिल्टर की अपेक्षा बहुत चौड़ा ट्रांजीशन बैंड है जिसे हमें इस रूप में डिज़ाइन करना होगा और मूलतः यह I के लिए आवश्यकताएं होंगी तो G I H समक्ष बन जाएगा इंटरपोलेटेड एफ आई आर में वास्तव में एक महत्वपूर्ण लाभ है क्योंकि मैं इसे एक इस रूप में क्रियान्वित कर लूँगा तथा दो फिल्टर Gऔर I की आवश्यकताएं जो कि Hकी प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की तुलना में कम है अब एक प्रश्न यदि मैं H को इस प्रारूप में डिज़ाइन करूँ तो क्या मुझे सुनिश्चित फिल्टर ऑर्डर N 1 प्राप्त होगा तो यह अंततः N2 का फिल्टर ऑर्डर निकला यह फ़िल्टर ऑर्डर N3 है G जब मैं N 2 N3N 1 जोड़ लूँगा तो यह फिल्टर का कैस्केड होगा पर प्रमुख लाभ है इसमें अनेकों 0 क्रियान्वयन के समय प्राप्त होंगे अतः अनेकों शून्य मूल्य वाले सैंपल होंगे और यही लाभ हमें प्राप्त होगा इंपल्स रिस्पांस 0 मूल्य सैंपल के रूप में प्राप्त होगी जब आपने इसका क्रियान्वयन पॉलिफेज मल्टीरेट में किया तो आपको अनेक लाभ प्राप्त हुए किंतु इसे ध्यान में रखा जाए कि यदि इसमें आई एफ आई आर पद्धति द्वारा इसे किया जाए तो संगणना भार कम होगा फिल्टर आर्डर में अपने आप में कोई निम्रता नहीं आएगी लेकिन संगठन आभार वास्तव में कम हो जाएगा क्या कोई प्रश्न है आपको यह सुनिश्चित करना है कि उदाहरण के द्वार पर तौर पर फिल्टर G या I को लीनियर फेस में डिज़ाइन किया जा सकता है इसलिए यह यह सिग्नल के फेस के साथ प्रभावित या छेड़छाड़ नहीं करेगा तो आमतौर पर हमारे फ़िल्टर डिज़ाइनों में यदि आप लीनियर फेस को बनाए रखने में सक्षम हैं जो कि सबसे अच्छा है जो हम कर सकते हैं और ताकि वास्तव में हमारे लिए कोई समस्या उत्पन्न न हो अब बस एक कमेंट के रूप में कि वास्तव में सिग्नल कहां है सिग्नल की अगली प्रति कहां है सिग्नल की अगली प्रति वास्तव में यही है यदि आप पीछे जाएं और इसे देखें क्योंकि सिग्नल पास बैंड में संरक्षित है सिग्नल की प्रथम प्रति यहां है सिग्नल की दूसरी प्रति भी यहां है प्रश्न बिंदु सिद्धांत एक रूप से आप अपनेट्रांजीशन बैंड को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं जो यही आरंभ होता है और यही समाप्त होता है अतः आप इसे थोड़ा सा चौड़ा डिज़ाइन कर सकते हैं तथा एक लोअर ऑर्डर फिल्टर भी डिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि अंततोगत्वा आप उन आकृतियों को समाप्त करना चाहते हैं सिग्नल की उपस्थिति के द्वारा फिल्टर इसका एकमात्र उपाय नहीं है अतः जिसके बारे में आप चिंता करते हैं यह वह जगह है जहां सिग्नल है जब तक कि आपके पास फिल्टर है पर्पल लाइन की प्रतिक्रिया मिल गई है यह अवांछित छवियों को हटा देगा और आपको वांछित फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलेगी तो फिर से आप कई सरल सहज ज्ञान युक्त जानकारी जानते हैं जो आप यहां से सीख सकते हैं उम्मीद है अगर एक मौका है कि अगर आपको वास्तव में एक बहुत ही संकीर्ण फिल्टर डिजाइन करना है तो आप एक डायरेक्ट फिल्टर डिजाइन नहीं करेंगे लेकिन आप इंटरपोलेटेड एफआईआर डिजाइन करेंगे और इससे हम अनेकों लाभ प्राप्त करते हैं विशेष रूप से सैंपलिंग दर में परिवर्तन को इसकी गणना के हिस्से के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है तो इसके साथ ही अब हम नई विचारधारा को कैस्केडएड इंटीग्रेटेड कोंब फिल्टर की समीक्षा के माध्यम से पेश करना चाहेंगे बेसिक फिल्टर इस प्रकार का है आप कम क्षीणन प्राप्त करने के लिए उन्हें कैस्केड कर सकते हैं लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि पासबैंड समतल नहीं है उदाहरण के लिए जो कि हमने यहां डिज़ाइन किया है वह एक कैस्केडएड इंटीग्रेटेड डिज़ाइन नहीं हो सकता इंटीग्रेटेड कोंब फिल्टर G डिज़ाइन को अपनाए बिना ही बनाया जा सकता है यदि आप पूर्व क्षति पूर्ति प्राप्त करने के लिए G डिज़ाइन करते हैं तो I मल्टीप्लाईर लैस फिल्टर हो सकता है और तब आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकेंगे तो पुनः यह कक्षा फिल्टर पर केंद्रित रही जिनका उपयोग ASIC में बहुत व्यापक रूप से किया जाता है क्योंकि यह मल्टीप्लाईर लैस फिल्टर हैं